ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 8 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

इसी प्रकार से यह यहां एक है l यह दूरी यह दूरी इसके समान होगी जो हम प्राप्त करेंगे मान लेते हैं कि हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा l और यह इस स्तर पर एक पिन अप की तरह है क्योंकि यहां हम इस स्लॉट को देखने की स्थिति में होंगे और इसी प्रकार से l और यदि हम इस भाग को हटा रहे हैं आइए इसको दोबारा से दिखाते हैं तो यह है वह व्यू है जो हमें मिलता है ठीक है l आइए इस उदाहरण पर काम करने के बाद अगले उदाहरण पर चलते हैं l आइए जल्दी से एक टिपिकल ऑटोमोबाइल कार के प्रथम और तृतीय एंगल प्रोजेक्शन के अंतर को देखते हैं l आइए मान लेते हैं यहां एक ऑटोमोबाइल कार है यह वाली वह जिसमें कुछ पहिए हैं कुछ बोनट जैसा है और बूट स्पेस जैसी कुछ चीजें हैं तो इस प्रकार का सामान ठीक है l यह कार है जिसका निरीक्षण हम प्रोजेक्शन के रूप में करना चाहते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन वह है जो आपको कितने मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर आदि के संदर्भ में यथार्थ लंबाई देते हैं इसलिए वो चीजें जो हम त्रिआयामी से सीधे तौर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वह थोड़ी अस्पष्ट होती हैं l इसलिए प्रोजेक्शन से सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि कौन सा प्रथम कोण प्रक्षेपण है और कौन सा तृतीय कोण प्रक्षेपण है